तो अब हम गाउस साइडल विधि का एक उधारण देखते है कक्षा में हम बड़ी विस्तार का उधारण नही ले सकते उसके लिए हमें कम्प्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए हमने तीन बस पावर प्रणाली का उधारण लिया है बस 1 सलेक बस है और बस 2 और 3 को PQ बस माना गया है इसके सटीक हल के लिए काफ़ी पुनरवर्तियो की आवश्यकता होगी लेकिन जब ये दोनो बस PQ प्रकार के होंगे तब हम सिर्फ़ दो पुनरवर्तियो को ही प्रदर्शित करेंगे जिससे की चीज़ें साफ़ हो जाएँगी और दूसरा गाउस साइडल उधारण हम PV बस के लिए लेंगे तो सबसे पहले बस 2 और 3 पर वोल्टेज मान प्राप्त के लिए गाउस साइडल विधी का प्रयोग करेंगे और दूसरी पुनरावर्ती के बाद सलेक बस slack बस का रीयल और रीयक्टिव पावर प्राप्त करेंगे आँकड़े दिए रहेंगे और इसके बाद लाइन फ़लो या लाइन लोस निकालेंगे और लाइन चार्जिंग प्रवशेयता को नज़रंदाज़ करेंगे आँकड़े इस तरह दिए गये हैं मूल MVA 100 है तो दी गयी स्थिति में तीन बसेस है बस 1 सलेक बस है और माध्य वोल्टेज 105j0 तय की गयी है और बस 2 और बस 3 का शुरुआती बस वोल्टेज मान 1j0 1j 0 मानी गयी है हालाँकि शुरुआत में हमने कहा था के फ़्लेट वोल्टेज स्टार्ट बेहतर है यानी कि अगर ये 105 है तो बाकी के दोनो मान 105 j 0 होंगे लेकिन यहाँ हमने शुरुआती मान 1 j 0 और 1 j 0 लिया है और बस 1 सलेक बस है इसलिए कोई मापदंड नहीं कोई उत्पादन नहीं कोई भार भी नहीं अगर संयोग से सलेक बस पे भार है तो वो वास्तव मे मूक भार है और हमें पुनरावर्ती प्रक्रम मे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं लेकिन अगर सलेक बस पे भार दिया है तो ये कभी भी पुनरावर्ती प्रक्रम मे नही लिया जाएगा लेकिन अगर सलेक बस पावर यानी कि P PG1 and QG1 रियल और रीयक्टिव पावर कुछ भी है और उस पर भार है तो उसPG1 के साथ जो भी भार है वो लेना होगा ये स्थिति बाद मे बताई जाएगी अन्यथा अगर कुछ भी दिया है तो वो पुनरावर्ती प्रक्रम मे एक तरह का मूक मापदंड है बस 2 पे 50 मेगावाट 30 मेगावाट भार दिया है मूल MVA 100 है और भार 3056 मेगावाट 1402 मेगावाट भी दिया गया है और बस 3 पे कोई उत्पादन नहीं यह उत्पादक से जुड़ा नहीं है इसलिए ये शून्य है लेकिन भार 1386 मेगावाट और 452 मेगावाट है और रेखा प्रतिबाधा भी दी गयी है 1 2 के लिए यह है 1 3 और 2 3 के लिए यह दिये गये है यह प्रतिबाधा प्रतिमात्रक मान मे दी गयी है यह वोल्टेज भी प्रतिमात्रक मान मे दी गयी है लेकिन यह वास्तविक इकाई मेगावाट और मेगावार मे दी है हमें इन सब को 100 से भाग देना होगा क्यूँकि मूल 100 है जिससे की ये प्रतिमात्रक मान मे बदल जाएगी अब हम क्रमशः आकलन करेंगे पहले चरण के प्रारम्भ मे सभी भारों को प्रतिमात्रक मान मे बदलना होगा बस 2 पे भार PL2 3056100 3056 प्रतिमात्रक मान प्राप्त होगा इसी तरह QL2 भी 1422100 बराबर 1402 प्रतिमात्रक मान होगा इसी तरह PL3 1386100 बराबर 1386 प्रतिमात्रक मान और QL3 452100 बराबर 0452 प्रतिमात्रक मान है अब सभी उत्पादनो को प्रतिमात्रक मान मे बदलेंगे बस 2 पर ये PG2 50 मेगावाट दिया है इसलिए 50100 यानी कि 05 प्रतिमात्रक मान और Qg2 पे 30100 है इसलिए 03 प्रतिमात्रक मान है सामान्य तौर पर यह नेट अंतक्षेपण शक्ति है अगर उत्पादन हो रहा है तो यह बस i है और PLijQLi इसका भार है और यहाँ PgijQqi है इसलिए पहली स्थिति मे Pi and Qi नेट अंतक्षेपण शक्ति है तो Pi असल मे Pgi PLi होगा और Qi असल मे Qgi QLi होगा इस बस पे Pi Pgi PLi नेट अंतक्षेपण शक्ति होगी क्यूँकि यहाँ से शक्ति अंतक्षेपित हो रही है भार बाहर जा रहा है बस 2 पे P2Pg2 PL2 नेट अंतक्षेपण शक्ति बराबर 05 3056 होगी जो कि 2 556 प्रतिमात्रक मान है इसी तरह से Q2 Qg2 QL2 यानी कि 03 1402 बराबर 1102 है और P3 Pg3 PL3 है लेकिन बस 3 पर उत्पादन नहीं है यानी कि Pg3 and Qg3 शून्य है इसलिए यह 0 1386 बराबर 1386 प्रतिमात्रक है और Q3 Qg3 QL3 यानी 0 0452 बराबर 0452 प्रतिमात्रक है तो ये पहला चरण है अब दूसरे चरण मे Y बस आव्यूह बनाना होगा सभीZikमान दिए हुए है तो सबसे पहले छोटाy12small y211Z12 प्राप्त करेंगे ये 002j 004यानी कि 10 j20 दिया गया है इसी तरह से y13y311Z131001j003 यानी की 10 j30 है इसी तरह से y23y32 छोटे अक्षर y ओर बड़े अक्षर Y पर ध्यान दें ये बड़ा Y आव्यूह है तो यह रेखा प्रवेश्यता के लिए है यानी कि 1Z23that is100125j0025 यह 16 j32 होगा चूँकि चार्जिंग प्रवेश्यता को नज़रंदाज़ किया गया है तो y10 शून्य है Y11y12y13y10 इसलिए Y11 बराबर है 10 j 20 10 j 30 20 j 50 के और Y22 y21 y23 कोई चार्जिंग प्रवेश्यता नहीं है क्यूँकि हमने इसे माना नहीं है इसलिए y12 y21y12 है इसलिए Y22 y12y23 है इनको जोड़ने पर हमें 26 j52 मिलेगा अब Y22 बराबर y13y23 है और यह जुड़ कर 26 j62 बनेगा यह बड़ा Y11यहाँ से निकल रहा है इसका परिमाण 5385 और कोण 682 डिग्री होगा इसी तरह से बड़ा Y22 5813 और कोण 634 डिग्री होगा इसी तरह से बड़ा Y33 6723 और कोण 672 डिग्री होगा Y11 Y22 Y33 यह सभी Y आव्यूह के विकर्ण अल्पांश है अगले चरण मे विकर्ण अल्पांश के इलावा अल्पांशों को निकालेंगे Y12minus your small y12बराबर है के यह 2236 और कोण 1166 डिग्री होगा चूँकि आव्यूह सममित है तो Y12बराबर Y21 होगा और Y13 बराबर होगा Y31 के जो की y13 है यानी कि मतलब 3162 और कोण 1084 डिग्री है और Y23 बराबर है बड़े Y32 के जो की बराबर है y23 के यानी के के तो यह 3577 और कोण 1166 डिग्री बनेगा इसी के साथ Y बस अवयुह बनेगा अब तीसरे चरण की पुनरावर्ती के साथ गाउस सीडल विधी के लिए तीन समीकरण बनेंगी बस 2 के लिए अब हम V2p1 को लिखेंगे उधारण के तौर पर हमने पहले भी चार बस व्यवस्था पर इन सब के बारे मे चर्चा की थी यहाँ तीन बस है इसलिए दो समीकरण होंगे इस व्यवस्था मे p पुनरावर्ती संख्या है तो जब Y22 होगा तो p बराबर एक होगा ब्रेक्केट मे V2p का कोंजूगेट Y21V1 Y23V3 Y24V4p होगा यह समीकरण 1 होगा यानी कि V2p11Y22P2 jQ2V2p Y21V1 Y23V3 Y24V4p चूँकि V1 एक सलेक बस है तो यह पुनरावर्ती की तरह नहीं मानी जाएगी और इसका वोल्टेज 105j0 है जो स्थिर है और बाकी PQ बस है और ये अडमिनीस्ट्रेटिव मेट्रिक्स अल्पांश है इसलिए यह पुनरावर्ती पराक्रम मे स्थिर रहेगा और P2 and Q2 भी स्थिर रहेंगे सिर्फ़ V2 चर है यानी कि दोनो परिमाण ओर कोण चर है क्यूँकि ये सम्मिश्र वोल्टेज है तो आम तौर पर यह V2 है जो की 1 बटा Y22 है इसी तरह से बस 3 के लिए पुनरावर्ती होगी इसलिए p लिखने के बजाये जो भी संख्या आयी है वो लिखें V2 की बजाए V2p1 लें ताकि कुछ पुनरवर्तियों मे कमी की जा सके अब ये दोनो समीकरण बच गई है V3p11Y33P3 jQ3V3p Y31V1 Y32V2 Y34V4p अब V1 सलेक बस वोल्टेज 105j0 दी गयी है शुरुआती आँकड़ा 1j0 दिया गया है यानी कि V201j0 और V30 1 j0 शुरुआती मान है यहाँ पर पूरे पुनरावर्ती प्रक्रम मे दोनो समीकरण मे V3 और V2 स्थिर है यह समीकरण है V2p1P2 jQ2Y221V2p Y21Y22V1 Y23Y22V3p कुछ टर्म असल मे पूरे पुनरावर्ती परक्रम मे स्थिर है और यह टर्म भी स्थिर है और अगर इन्हें पहले प्राप्त करेंगे तो समीकरण मे इस्तेमाल के लिए हमें ये सभी टर्मस बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं इसीलिए सबसे पहले P2 jQ2Y22 Y21Y22 और Y23Y22 टर्मस को प्राप्त करेंगे यह सभी P2 jQ2Y22 P2 and Q2 प्रतिक्रमक मान मे है यह 2556 j 1102 है और Y22 का मान 5813 और कोण 634 है तो P2 jQ2Y22 का परिमाण 00478 और कोण 2201 डिग्री है इसी तरह से हमें यह Y21Y22 Y23Y22निकालने है अब Y21Y22 को प्रतिस्थापित करें यानी कि 2236 और कोण 1166 डिग्री को 5813 और कोण 634 डिग्री से भाग दें तो यह बन जाएगा 03846 और कोण 180 डिग्री जो की बराबर है −03846 के इसी तरह से 3577 और कोण 1166 डिग्री को 5813 और कोण 634 डिग्री से भाग दें जिस से 06153 और कोण 180 डिग्री मिलता है जो कि पहले की ही तरह −06153 बन जाएगा यह सब मापदंड समीकरण 2 के लिए थे V2 स्थिर रहेगा इसी तरह से इन समीकरणो के लिए P3 jQ3Y33 प्राप्त करना है फिर Y31Y33 प्राप्त करना है क्यूँकि हमें इसे 1Y33 से गुणा करना है इसी तरह से Y32Y33 को गुणा करना है क्यूँकि ये सभी टर्म स्थिर है तो सबसे पहले समीकरण 1 मे यह सब प्राप्त कर लें P2 jQ2Y22 निकाल लिया गया है यहाँ 00478 और कोण 2221डिग्री कोV2pसे भाग दें फिर उसमें 0386 जमा करें क्यूँकि यहाँ 0386 था इसलिए ये 03846 V1 है और यहाँ पर भी −06153 था तो ये 06153V3 बन गया है ये समीकरण 3 V2 के लिये है इसी तरह से V3 के लिए P3 jQ3capital Y33 प्राप्त करेंगे P3 Q3 और Y33 को प्रतिस्थपित कर के हमें 00217 और कोण 2292 डिग्री प्राप्त होगा अब अनुपात Y31 बटा Y33 प्राप्त करेंगे जो की 047 और कोण 1756 डिग्री प्राप्त होगा इसी तरह से Y32Y33 के लिए 3577 और कोण 1166 डिग्री तथा 6723 और कोण 672 डिग्री को प्रतिस्थपित कर कर 0532 और 1838 कोण प्राप्त होगा समीकरण 3 मे V2p1 00217 कोण 2292 डिग्री बटा V3pमे से 047 कोण 1756 डिग्री गुणा V1 को घटाना है फिर 0532 कोण 1838 डिग्री गुणा V2p1 घटाना है यह समीकरण 4 है अब यह है समीकरण 3 और यह है समीकरण 4 सबसे पहले स्थिर मापदंड निकालें क्यूँकि ये पुनरावर्ती प्रक्रम मे बदलेंगे नहीं उसके बाद समीकरण 3 और 4 को पुनरावर्ती प्रक्रम से हल करें पहली पुनरावर्ती मे p को शून्य बराबर रखने पर V21 प्राप्त होगा जो कि 00478 और कोण 2221 डिग्री गुणा V20 कोंजूगेट जमा 03846 V1 जमा 06153 V30 right है V1 और V30 दोनो 1 j 0 है अब इन सब को प्रतिस्थपित करें और यह भाग मे 1j0 कोंजूगेट है जो बराबर है 1 j0 के यानी कि 1 के उसके बाद 03846 V1 है और V1 105j0 है दूसरी टर्म 06153 V30 है V30 का शुरुआती मान 1j0 है उसके बाद हम पहली पुनरावर्ती से V21 का मान प्राप्त करेंगे जो कि 098305 और कोण 18 डिग्री आएगा इसी तरह से V3 के लिए फिर से p को शून्य बराबर रखें यह हमें पहले से ही पता है इसे V30 conjugate से भाग दे इसमें से 047 और कोण 1756 डिग्री V1 फिर 0532 और कोण 1838 डिग्री V2 घटा कर V31 प्राप्त होगा V1 और V21 हमें पता है और यह 098305 और कोण 18 डिग्री है इसलिए V31 10011 और कोण 206 डिग्री प्राप्त होगा पहली पुनरावर्ती के बाद V21 और V31 इस प्रकार है अब दूसरी पुनरावर्ती मे यह मान स्थिर है तो p बराबर एक रखने पर V22 मिलेगा यह इस प्रकार प्राप्त होगा 0479 और कोण 2201 डिग्री स्थिर है जो कि पहली पुनरावर्ती से प्राप्त हुआ है इसको V2 जो कि 098305 और कोण 18 डिग्री है से भाग दें तथा 03846 1j0 और 06153 गुणा 1011 और कोण 206 डिग्री जमा करें दूसरी पुनरावर्ती से V22 बराबर 098265 और कोण 3048 डिग्री प्राप्त होगा इसी तरह से V32 को प्राप्त कर सकते है यह टर्म पहले से ही पता है और इसे 10011और कोण 206 जो पहली पुनरावर्ती से प्राप्त हुआ था के कोंजूगेट से भाग दें इसमें से 0471 और कोण 1756 डिग्री गुणा 105 j 0 घटाए फिर इस से 0532 और कोण 1838 डिग्री गुणा V22 वोल्टेज घटाये जो कि 098265 और कोण 3048 डिग्री है इस से V32 100099 और कोण 26 डिग्री प्राप्त होगा हमने केवल दो ही पुनरावर्ती दर्शाई है हमें नही पता के यह अभिसरण समाधान है के नही यदि हम कुछ और पुनरावर्ती कलक्यूलेटेर की सहायता से कर कर देखते तो हमें अभिसरण का पता चल जाता तो दो पुनरावर्ती काफ़ी है गाउस साईडेल को समझने के लिए हमने सलेक बस प्राप्त करने के लिए V2 V3 प्राप्त कर लिए है चौथे चरण मे गाऊस साईडेल विधी से प्राप्त किए हुए मापदणडो को इस्तेमाल कर कर समीकरण 41 की सहायता से सलेक बस पावर प्राप्त करेंगे सलेकबस पावर के लिए i1 लिया है ये P1 देगा इसी तरह से Q1 ये बनेगा sin θ1k 1k दी गाई 3 बस स्थिति के मुताबिक़ दूसरी पुनरावर्ती के बाद n बराबर 3 होगा इसीलिए समीकरण 41 मे P1 के लिए k एक से तीन तक होगा हमें ध्यानपूर्वक इन्हें हल करना होगा और केलक्यूलेशन ऐरर का भी ध्यान रखना होगा अब हम इसे विस्तार से लिखेंगे P1 बराबर है V1के परिमाण के वर्ग का गुणा Y11 के परिमाण से गुणा cos θ11 जमा V1 V2 के परिमाण का गुणा Y12 के परिमाण से गुणा cos θ12 1 2जमा V1 V3 का परिमाण गुणा Y13 गुणा cos θ13 1 3 के और सभी कोण का मान पता है यानी कि बड़े Y11 Y12 Y13 के कोण पता है चूँकि सलेक बस वोल्टेज 105j0 है तो 1शून्य है और दूसरी पुनरावर्ती के बाद 2 3048 डिग्री है और 3 268 डिग्री है इसके साथ P1 के लिए ये सभी मानो को प्रतिस्थपित करें ऐसा करने पर P1 बराबर 384 प्रतिमात्रक मेगावाट है मूल MVA 100 है तो गुणा करने पर ये 384 मेगावाट बनेगा इसी तरह से फिर से समीकरण 42 अलगोरिथम के चौथे चरण मे n3 के लिए Q1 के लिए रीयक्टिव पावर देगा तो यह समीकरण 42 है Q1k1nV1Vk sin θ1k 1k तो यह इस तरह से होगा और फिर सभी मापदंडो को प्रतिस्थापित करने पर यह 19786 प्रतिमात्रक है हम इसे प्रतिमात्रक मेगावाट कहेंगे असल मे यह प्रतिमात्रक मेगावार है अन्यथा सिर्फ़ प्रतिमात्रक मान को ही इस्तेमाल कर लीजिए दूसरी पुनरावर्ती के बाद यह बराबर है 19786 गुणा 100 यानी कि 19786 मेगावार के समीकरण 34 से Pik यानी कि लाइन पावर फलो फ़ोर्मूला मिलेगा सभी मापदंड और i 1 k 2 इस फ़ोर्मूला मे डालें इस चरण मे जब हम सारे आँकड़े इस्तेमाल करेंगे तो P12 18189 प्रतिमात्रक मेगावाट के बराबर प्राप्त होगा तो यह 18189 मेगावाट गुणा 100 है इसी तरह से जब i 1 k 3 है तो समीकरण 34 के वाक्यांश से आसनी से P13 प्राप्त कर सकते है i 1 k 2 i 1 k 3 i 2 k 3 समीकरण मे प्रतिस्थपित करने से सभी के मान प्राप्त कर सकते है इसी तरह से P13 प्राप्त हो सकता है और हमें सभी आँकड़े मिल जाएँगे और सभी के मान यहाँ डालने पर हमें P13 20 प्रतिमात्रक मेगावाट मिल जाएगा यानी कि 200 मेगावाट गुणा 100 जब i 2 और k 3 होगा तो P23 का ये वाक्यांश होगा जो कि 4903 मेगावाट होगा नेगेटिव चिन्ह ये दर्शता है कि असल मे शक्ति प्रवाह 3 से 2 है क्यूँकि 2 से 3 तक ये 4903 है धन्यवाद